नमस्ते आइए एक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ी बात करते हैं यह एक ऐसा शब्द है जो तब आया जब हम न्यूटन के गति के नियमों को परिभाषित कर रहे थे और हम यह समझना चाहते हैं कि एक्विलिब्रियम क्या है और हम विशेष रूप से स्टैटिक सिस्टम में एक्विलिब्रियम को कैसे मापते हैं इसलिए जब हमने न्यूटन के नियमों पर विशेष रूप से पहले नियम पर चर्चा की तो हमने कहा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पर कार्य नहीं कर रहा होता है तो हर एक बॉडी विरामावस्था या एकसमान गति की स्थिति में रहता है तो यह एक अर्थ में एक्विलिब्रियम की हमारी परिभाषा है कि एक बॉडी विरामावस्था से या एक समान गति की स्थिति से तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर कार्य नहीं करता है जिसका अर्थ यह भी है कि उस पॉइंट से आगे की स्थिति को बदलने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है इसलिए हम एक बॉडी को विरामावस्था या एक समान वेलोसिटी की अवस्था में जो बिल्कुल समान है परिभाषित करने जा रहे हैं और जिसे हम एक्विलिब्रियम कहेंगे तो आइए इसे परिभाषित करें एक्विलिब्रियम तब प्राप्त होता है जब बॉडी विरामावस्था में होती है अब मुझे यकीन है कि आप शिकायत नहीं करेंगे आइजैक न्यूटन से पहले के लोग भी ऐसा नहीं करेंगे उनका योगदान जैसा कि हमने व्याख्यानों के पिछले समूह में चर्चा की थी दूसरे भाग को जोड़ रहा है कि एक बॉडी को एकसमान गति की स्थिति में परिभाषित किया जाता है जब हमारे पास एकसमान वेलोसिटी होती है ये एक जैसे ही है तो मूल रूप से यह है की यदि आप इस बारे में सोचते है तो आप उनका प्राथमिक योगदान डायनामिक्स के क्षेत्र में मानते हैं कहने के लिए एक फोर्स जो एक धक्का या एक खिंचाव है एक्सेलरेशन का कारण बनता है न कि वेलोसिटी का जब मैं किसी चीज को धक्का देता हूं तो वह वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है और उसकी स्थिति बदल जाती है तो यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो इस प्रयोगात्मक अवलोकन को युक्तिसंगत बनाने के तीन तरीके हैं तीन स्तर है अगर मैं धक्का देता हूं तो बॉडी की स्थिति बदल जाती है जो सच है यदि मैं धक्का देता हूं तो कोई बॉडी वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है अगर मैं धक्का देता हूं तो एक बॉडी अक्सेलरेट हो जाती है ये तीनों वास्तविक प्रायोगिक अवलोकन हैं लेकिन उन्होंने जो दिखाया वह यह है कि गणितीय रूप से लगाया गया फोर्स अक्सेलरेशन के समानुपाती होता है न कि बदली हुई स्थिति और वेलोसिटी के तो अब जब मैंने एक्विलिब्रियम को विरामावस्था या एकसमान गति की अवस्था के रूप में परिभाषित किया है तो आइए हम परिमाणित करें कि न्यूटन के दूसरे नियम से यह कैसा दिखेगा तो माना कि मैं एक बॉडी लेता हूँ मैं बॉडी पर फोर्स लगाता हूं तो माना कि मेरे पास कई फोर्स हैं अब बॉडी पर लगने वाले ये सभी फोर्स इस बॉडी में अक्सेलरेशन पैदा करेंगे तो अगर मैं सभी वेक्टर सम को जोड़ता हूं अगर मैं फोर्सेज को वेक्टर सम के रूप में जोड़ता हूं जो इस बॉडी में एक्सेलरेशन की रचना करता है अब हम अभी भी छोटी बॉडीज के साथ काम कर रहे हैं इसलिए हम वापस आएंगे और परिभाषित करेंगे कि एक परिमित आकार की बॉडी कैसी दिखेगी और कैसा व्यवहार करेगा लेकिन मान लें कि बॉडी काफी छोटी है और ये सभी फोर्स किसी ज्ञात पॉइंट G से गुजर रहे हैं यदि मैं इस बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेज का वेक्टर सम लेता हूं वह वेक्टर सम इस बॉडी के मास गुणा अक्सेलरेशन के बराबर है यदि किसी बॉडी को एक्विलिब्रियम की स्थिति में होना है तो एक्सेलरेशन 0 है इसका स्वतः मतलब है कि एक्विलिब्रियम में एक बॉडी के लिए तो आइए हम सुनिश्चित करें कि हम सभी अपने अंकन के साथ एक ही पृष्ठ पर हैं यदि N फोर्स हैं और यह योग एक वेक्टर योग है तो यह हमारी गणितीय स्थिति है जिसका उपयोग हम यह पहचानने के लिए कर सकते हैं कि कोई बॉडी एक्विलिब्रियम में है या नहीं तो एक पॉइंट के लिए पर्याप्त है अर्थात् यदि किसी पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्स सभी वेक्टर योग में 0 हो जाते हैं तब पार्टिकल्स विरामावस्था या एक समान गति की स्थिति में रहेगा अगर हम इसे देखें तो यह स्टैटिक एक्विलिब्रियम में पॉइंट पार्टिकल्स के लिए हमारा गवर्निंग समीकरण होने जा रहा है ठीक है तो जैसा कि हमने देखा यह न्यूटन के गति के दूसरे नियम का अनुसरण करता है अब आइए आगे बढ़ते हैं और परिभाषित करते हैं कि परिमित आकार की बॉडी किस प्रकार व्यवहार करेगी तो हमारे लगभग कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम पॉइंट पार्टिकल्स नहीं हैं हालांकि हम देखेंगे कि कहां पॉइंट पार्टिकल्स वास्तविक इंजीनियरिंग सिस्टम का एक अच्छा मॉडल है हम उस पर थोड़ी देर बाद आएंगे लेकिन अभी के लिए आइए देखें कि न्यूटन के गति के नियमों को परिमित आकार के वस्तुओ तक कैसे बढ़ाया जाए तो मान लें कि मेरे पास एक बॉडी है एक प्रकार का मनचाहा आकार का और इस बॉडी पर कार्य करने वाली फोर्सेज का एक पूरा समूह है अब अगर मेरे पास कई फोर्सेज की कार्रवाई के तहत एक सीमित आकार का बॉडी है तो बॉडी क्या करेगा तो अगर आइए हम उस मामले को लें जिससे हम स्टैटिक एक्विलिब्रियम से परिचित हैं जो कह रहा है अगर है क्या बॉडी एक्विलिब्रियम में है यदि हम यह प्रश्न पूछें तो इसका उत्तर देने का सबसे सरल तरीका एक सरल विचार प्रयोग करना है तो हम कहते हैं कि मैं एक बार लेता हूँ मैं एक फोर्स F लगाता हूं और दूसरा फोर्स F जो d दूरी पर है तो अगर मैं इस उदाहरण पर विचार करता हूं तो मुझे क्या मिलता है मेरे पास केवल दो फोर्स हैं इसलिए होगा इसलिए यदि मैं इसे कहूं तो दोनों फोर्स का परिमाण F के समान है लेकिन वे विपरीत दिशा में हैं इसलिए यदि मैं एक को F के रूप में चुनता हूं तो दूसरे का उस पर नेगेटिव चिन्ह होता है तो इसलिए फोर्स का योग 0 है लेकिन क्या यह बॉडी स्टैटिक रहेगी या एक समान गति की स्थिति में रहेगा जवाब न है तो यह बॉडी एक्विलिब्रियम में नहीं है जिसका अर्थ यह भी है जबकि परिमित आकार के बॉडी के एक्विलिब्रियम के लिए कि आवश्यक है यह पर्याप्त नहीं है क्या पर्याप्त है अगर मैं इस बॉडी के मास का केंद्र G के रूप में लेता हू आइए हम यहां कहें कि मैं मास के केंद्र G को परिभाषित करता हूं मास के केंद्र के सापेक्ष सभी मोमेंट्स का योग 0 है तो ith force फोर्स के कारण मोमेंट है तो मैं एक पॉइंट G के सापेक्ष में फोर्स का मोमेंट की गणना कैसे करू कुछ आसान तरीके हैं यदि मैं इस दूरी d1 को लेता हूं जो मूल रूप से F की कार्य दिशा के लंबवत दूरी है जिसके सापेक्ष मुझे मोमेंट की गणना करने में दिलचस्पी है तो यह यहाँ d3 है तो यह एक प्लेनर अर्थ में यदि फोर्स सभी को प्लेनर हैं तब एक पॉइंट G के सापेक्ष में फोर्स F के कारण मोमेंट केवल F3 का परिमाण और ज्ञात के पॉइंट और उस फोर्स की कार्य दिशा की रेखा के बीच की लंबवत दुरी का गुणा है अधिक सामान्यीकृत अर्थों में मैं इसे एक वेक्टर के रूप में परिभाषित कर सकता हूं r3 जो रूचि बिंदु से उस पॉइंट की ओर संकेत करता हुआ वेक्टर है जहां क्रिया दिशा की रेखा बॉडी को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये सभी मोमेंट की गणना करने के तरीके हैं तो अब अनिवार्य रूप से एक्विलिब्रियम के लिए फोर्स के योग के 0 के बराबर होने के अलावा हमारे पास एक और शर्त है कि सभी मोमेंट्स का योग 0 होना चाहिए और केवल जब ये दोनों शर्तें संतुष्ट हों कि बॉडी न तो ट्रांसलेट हो रही हो और न ही रोटेट हो रही हो इसलिए जब ये दोनों शर्तें एक साथ संतुष्ट होती हैं तो यह स्थिर अवस्था या एकसमान गति की स्थिति में रहती है तो यह एक साधारण समझ है अधिक विस्तृत चर्चाओं के लिए आप किसी भी मानक पाठ्य पुस्तकों जैसे मरियम और क्रेग का संदर्भ ले सकते हैं पहले दो अध्याय में डेरिवेशन या स्टैटिक सिस्टम के लिए एक्विलिब्रियम के इन नियमों की अधिक जटिल डेरिवेशन की चर्चा करेंगे जो यह इस पाठ्यक्रम के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा